ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण कोर्स में आपका स्वागत है यह मापांक 1 है यहाँ हम बैकग्राउंड को समझता है यह वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण कैसे करता है और यह कैसे करता है प्रभावी ढंग से जटिल सॉफ्टवेयर के रचना में इस्तेमाल किया जा सकता है निश्चित रूप से आप सभी वस्तु से परिचित हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेसन प्रोग्रामिंग कम से कम मैं यह मानता हूं कि आप उस की झलक जानते हैं आप जानते हैं कि C या Java सबसे लोकप्रिय वस्तु ऑब्जेक्ट ओरिएंटेसन प्रोग्रामिंग भाषाओं में से कुछ हैं अब इस बात का तथ्य यह है कि जब आप एक जटिल सॉफ्टवेयर को डिजाइन कार्यान्वित और बनाए रखते हैं निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो परिभाषा का समर्थन करती है निर्माण प्रबंधन वस्तुओं का विनाश एक प्रोग्रामिंग के रूप में केवल उस भाषा का उपयोग सॉफ्टवेयर सिस्टम के सभी मुद्दों को हल नहीं करता है और वास्तव में बहुत सारी समस्याएं जिनका सामना सॉफ्टवेयर सिस्टम के उपयोगकर्ता करते हैं केवल प्रोग्रामिंग कोड तक सीमित नहीं हैं कई वास्तव में समस्याओं का महत्वपूर्ण हिस्सा समस्या के विनिर्देश पर ही शुरू होता है जहां उपयोगकर्ता से बात करता है डेवलपर और व्यक्त करना चाहता है कि यह वही है जो मैं एक सॉफ्टवेयर के रूप में चाहता हूं अब कुछ मामलों में उपयोगकर्ता करेंगे सीधे तौर पर ऐसा करें कि यदि आपके पास एक उद्यम है और आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं सॉफ़्टवेयर विक्रेता द्वारा बनाई गई एक प्रणाली प्राप्त करें अपने कर्मचारियों को प्रबंधित करने के लिए छुट्टियों का प्रबंधन करने के लिए कहें आपके कर्मचारी लेते हैं आप सीधे विक्रेता से बात करेंगे और आपके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा संगठनात्मक उपयोग या यह हो सकता है कि यह एक सामान्य सॉफ्टवेयर उत्पाद है जहां कई स्वतंत्र अज्ञात उपयोगकर्ताओं ने अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए डेवलपर्स के कई हिस्सों से बात की है और सभी उन आवश्यकताओं को एक पूर्ण सेट में डिब्बाबंद किया गया था उत्पाद को विकसित करने के लिए एक सुसंगत सेट एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वे किसी भी विशिष्ट संगठन या व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए विकसित नहीं किए गए हैं उन्हें बड़ी संख्या में व्यक्तियों समूहों और संगठनों द्वारा जेनेरिक उपयोग के लिए बनाया गया है और इसलिए हम उन्हें उत्पाद बुलाते हैं चाहे वे किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम के हों हम विनिर्देश के बारे में बात करते हैं डिजाइन विश्लेषण और अंत में कार्यान्वयन रखरखाव संरक्षण सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसे प्रभावी ढंग से संभालने की जरूरत है विशेष रूप से एक औद्योगिक ताकत के लिए बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर तो तुम इससे परिचित होंगे कि यह पूरी कवायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम पर एक प्रस्तोता है जैसे सिविल इंजीनियर इमारतें मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल मशीनों का निर्माण करते हैं विद्युतीय इंजीनियर पावर प्लांट एयर कंडीशनर पंखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने वाले हैं सॉफ्टवेयर और उस अनुशासन को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है तो आवश्यकताओं को समझने के लिए या इसके बजाय और अधिक प्रेरणा कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में संलग्न होने की आवश्यकता क्यों है हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं इस पर ध्यान दें यह हमारे वर्तमान मॉड्यूल की मुख्य स्थिति होगी तो निर्दिष्ट करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य यह समझना होगा कि सॉफ्टवेयर अभी भी क्यों विकसित हुआ है और उस का निर्माण नहीं किया गया कृपया इन दो शब्दों के विकास और निर्माण पर ध्यान दें यदि आप सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य इंजीनियरिंग के किसी भी क्षेत्र में बताओ तो आप आमतौर पर पाएंगे कि जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे परिभाषित करने के लिए उत्पाद को परिभाषित करने की प्रक्रिया को निर्माण कहा जाता है इमारतें बनती हैं बिजली संयंत्र होते हैं निर्माण लेकिन सॉफ्टवेयर आमतौर पर विकसित किया गया है निर्माण नहीं किया गया है तो हम इस बात का थोड़ा सा दौर लेंगे कि शब्दार्थ में यह अंतर क्यों है हम करने की कोशिश करेंगे समझें कि सॉफ्टवेयर परियोजनाएं विफल क्यों हैं और कुछ उपचारात्मक उपायों की एक झलक लेंगे और अंत में हम केवाईसी के साथ मॉड्यूल को समाप्त कर देंगे जिसका अर्थ है पाठ्यक्रम को जानना यही हम करने जा रहे हैं रूपरेखा सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है या बल्कि सॉफ्टवेयर वास्तव में इंजीनियरिंग है और प्रोजेक्ट क्यों फेल हो जाते हैं आदि और सम्मेलन जो हम आम तौर पर सभी में पालन करेंगे मॉड्यूल प्रस्तुति के दौरान है आप बाएं हाथ पर मॉड्यूल की रूपरेखा देख पाएंगे हर स्लाइड के किनारे और एक स्लाइड में चर्चा की जा रही रूपरेखा में वर्तमान उप धारा बाईं ओर हाइलाइट किया गया तो यह वह रूपरेखा है जो आपके पास होगी तो अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर नजर डालते हैं इसलिए आज का क्रम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में सॉफ्टवेयर विकास की गतिविधि को संदर्भित करने के लिए है मैं एक सवाल उठाता हूं कि क्या वास्तव में यह घोषित करना उचित है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जैसे सिविल इंजीनियरोंपुलों का निर्माण करते हैं उसी प्रकार हमें सॉफ्टवेयर का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए तो इंजीनियरिंग क्या है बहुत सरल शब्दों में इंजीनियरिंग को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है लेकिन कोर अवधारणा है यह निर्माण का एक पैमाना है इंजीनियरिंग भी प्रबंधन करने की क्षमता से संबंधित है जटिलता यदि आप विज्ञान सिद्धांत और इंजीनियरिंग में क्या अंतर है विज्ञान बताता है हमें प्राकृतिक नियम सिद्धांत गणित जो शासन करते हैं सिस्टम कैसे व्यवहार करेंगे हम उन्हें तब इंजीनियरिंग में बदल देते हैं जब हम एक या एक से अधिक लोगों को एक या एक से अधिक संगठनों लाभान्वित होते हैं और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारक है हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो अस्तित्व में नहीं था और पूरे में प्रक्रिया हमें वास्तव में इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत है क्योंकि चीजों को छोटा होने पर संभालने की जटिलता होती है सरल तो आप एक इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है यदि आप गेंद फेंकते हैं तो आप विश्लेषण कर सकते हैं और एक लक्ष्य को हिट करना चाहते हैं वह कौन सा बल है जिसके साथ आप गेंद को फेंकेंगे और लक्ष्य को मारेंगे आप ऐसा कर सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का उपयोग करके भौतिकी के अपने अध्ययन से ऐसा करें लेकिन जब आप एक मिसाइल दागकर ऐसा करना चाहते हैं जिसे 5000 किलोमीटर से अधिक दूर जाना है और तब भी हिट करना है सही बिंदु पर एक इमारत आपको इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता है दोनों वास्तव में कुछ दूरी से एक लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं लेकिन मिसाइल के मामले में क्या अलग है जटिलता बहुत अलग है इसलिए जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में हम मूल रूप से जटिलता के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं और यह है कि मूल कौशल इंजीनियर को यह सीखना है कि जटिलता क्या है और इसे कैसे संभालना है तो बस एक झलक पाने के लिए हम एक त्वरित यात्रा करेंगे यह एक कहानी है जो कुछ में एक त्वरित दौरा बता रही है इंजीनियरिंग के सामान्य क्षेत्रों और देखें कि वे कैसे विकसित हुए हैं इसलिए हम 4 अलग अलग डोमेन के साथ शुरुआत करेंगे सर्जरी हवाई जहाज़ पुल और निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर इसलिए यदि आप पुलों में देखते हैं तो यह सबसे पुराने निर्माणों में से एक है जो मानव सभ्यता को करना था पुराने समय से हम पुलों का निर्माण करते रहे हैं पहले लकड़ी से पत्थर फिर लोहा स्टील कंक्रीट पुल और इतने पर और अब तक अगर हमें पुल बनाने के लिए दिया जाता है तो हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं करते हैं कि पुल गिर सकता है कि निर्माण सफल नहीं हो सकता है अगर मैं फ्लाईओवर का निर्माण करता हूंतो मैं फ्लाईओवर के गिरने की उम्मीद नहीं करूंगा आइए अब हम दिल्ली और कोलकता में हुई घटनाओं के बारे में बात नहीं करते हैं जो हमने पिछले कुछ घंटों मेंदेखी है इंजीनियरिंग में यह दोष है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग देता है कि पुल नहीं गिरे गा इसलिए एक पुल का निर्माण एक पुल के नवाचार से अलग है हम कहेंगे कि हम पुल का नवाचार कर रहे हैं यदि हम एक नई सामग्री के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो हमने लोहे स्टील कंक्रीट के साथ पुलों को देखा है फिर यदि आप ग्रैंड कैन्यन के लिए Google को देखते हैं तो आपको पुल मिलेंगे जो पूरी तरह से कांच में हैं इसलिए जब सिविल इंजीनियर बैठते हैं और पता लगाते हैं कि पूरी तरह से कांच के साथ एक पुल का निर्माण कैसे किया जा सकता है और एक पुल का प्रयोग या नवाचार करना लेकिन जब वे वास्तविक इंजीनियर होते हैं और पुल का निर्माण करते हैं तब वे स्थापित मेट्रिक्स मानकों के प्रमाण और प्रक्रियाओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि वहां कोई नवाचार विशेष रूप से ना हो और प्रक्रिया को सफल होना चाहिए वही कहानी अन्य क्षेत्रों में खुद को प्रकट करेगी बस चिकित्सा सर्जरी पर विचार करें स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से है अनादिकाल से फिर से चिंता का विषय रहा है और जैसा कि उस शल्य चिकित्सा और कार्य के रूप में प्रलेखित है नाइयों को समकक्ष माना गया 18 वीं शताब्दी से पहले आपको मानव शरीर को काट कर कुछ करना पड़ता था कुछ को 1900 तक क्वेकरी घोषित कर दिया गया लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर या सर्जन अपनी सर्जरी को पूर्णता सही करने में जुट गए लेकिन ज्यादातर मरीज चोट के संक्रमण के कारण जीवित नहीं रहे हमने 1800 के दशक के अंत में सीखा कि संक्रमण का प्रबंधन कैसे किया जाता है अब यदि आप सर्जरी के तरीके पर ध्यान दें हर सर्जरी एक सख्त प्रोटोकॉल का पालन करती है प्रोटोकॉल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है स्थापित सिद्ध है और डॉक्टर और टीम को विशेष रूप से उस प्रोटोकॉल का पालन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके की सर्जरी सफल होती है संक्रमण रोगी पर नहीं फैलता है और यही कारण है कि आज सर्जरी है जिसे हम देखते हैं और आप देख सकते हैं कि सफलता की दर काफी अधिक है और इसके बिना हम निश्चित रूप से सर्जनों के पास जाने में बहुत डरेंगे एक तीसरा डोमेन हवाई जहाज़ है हम में से कई निश्चित रूप से उड़ान से प्यार करते है और लगभग 400 ईसा पूर्व में चीनी पतंग उड़ाने की कोशिश के साथ इंसानों की भी उड़ने की इच्छा जागी सदियों से लोगों ने पक्षियों के रूप में उड़ने की कोशिश की है विनाशकारी प्रभाव से कई लोग जान गवा बैठे इंजन के लिए उड़ान उड़ान के अलग अलग साधन रहे हैं स्टीम पावर्ड एक व्यक्ति के लिए हॉट एयर ग्लाइडिं इंजन संचालित आदि लगभग 100 साल पहले तक राइट भाइयों ने आखिरकार आज के समय का हवाई जहाज़ का प्रोटोटाइप बना दिया था और वे फिर से उड़ सकते थे यदि आप देखते हैं कि हवाई जहाज़ कैसे निर्मित होते हैं उन्हें कैसे उड़ाया जाता है यह सिद्ध प्रथाओं मानकों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है और यदि उन मानकों का पालन नहीं किया जाता है तो हवाई जहाज़ नहीं चलेगा या विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होगी पायलट अपनी जगह नहीं ले सकते हैं आदि और इससे हमें यह सुकून मिलता है कि अगर मैं किसी विमान में उड़ता हूं तो मैं गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाऊँगा तो इन सभी क्षेत्रों में रेखांकित कारक आत्मविश्वास या सुनिश्चितता या गारंटी है सफलता का आश्वासन बहुत बहुत अधिक है और अक्सर जब चीजें गलत हो जाती हैं जब चीजें विफल होती हैं तो वे असफल इसलिए हो जाते हैं कि कुछ इंसानों ने गलती की है या कई इंसानों ने कुछ गलत बनाया है या कुछ जानबूझकर गलत करना चाहता है इसके विपरीत आइए हम सॉफ्टवेयर विकास को देखते हैं जिसे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की शुरुआत 1800 में चार्ल्स बैबेज और अदलह वगैरह के साथ हुईलेकिन संयोग से सौ साल तक विकास नहीं हुआ बाद में सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम आपमें से कुछ ने इस बारे में सुना होगा तो अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर 100 साल पुराना भी नहीं है इसलिए इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों की तुलना में है यह बहुत ही नवजात है बहुत नया है और इसलिए इसे वास्तव में साबित करने का समय नहीं मिला है प्रक्रियाओं सेटअप इसके मानक और सुनिश्चित करें कि सफलता हमेशा मार्ग के अंत में होगी बेशक हम बहुत सारे घटनाक्रमों को देख रहे हैं बहुत तेजी से विकास की मशीनें बढ़ रही हैं वे तेजी से और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं मशीनों के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी तक सफलतापूर्वक दिए गए है और मुझे इस कोर्स में औपचारिक होने की खातिर परिभाषित करना होगा कि एक सफल डिलीवरी से क्या मतलब है मुख्य रूप से 4 कारक है कि जो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया है जैसा कि योजना थी कि वहाँ है इस परियोजना का कोई विस्तार नहीं है यह बजट के भीतर पूरा हो गया है सभी विशेषताएंजिनका हमने वादा किया है वो पूरी हो गई है ऐसा नहीं है कि मैं इसे बजट के भीतर समय पर करूंगा और कार्यक्षमता का केवल 50 लागू करूंगा जो मैं चाहता था और अंत में यह एक कार्यशील सॉफ्टवेयर होना चाहिए यह विफलता मुक्त दोष मुक्त होना चाहिए अब इस पृष्ठभूमि में यदि आप हाल के कुछ अध्ययनों को देखें जिन्हें मैंने स्रोत शासन से उठाया है ये 5 साल से लेकर हाल के अध्ययन हैं जो बताते हैं कि 30 से अधिक सॉफ्टवेयर परियोजनाएं विफल हो जाती हैं और ये आंकड़े वास्तव में बड़ी परियोजनाओं के लिए भी ले लिए जाते हैं मध्यम आकार की परियोजनाओं को देखे तो सफलता की दर और भी कम होगी इसलिए यह काफी खतरनाक है और यह एक और डेटा है जो बहुत हाल ही में लिया गया है कुछ दिन पहले ही दशक 2006 से 2016 तक विभिन्न बड़ी परियोजनाओं की संख्या क्या है जो विफल रही हैं तो चयनित को आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वास्तव में 127 बिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट है जिसे यूके द्वारा 2011 के मध्य के आसपास समाप्त कर दिया गया था और यह दर्शाता है कि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह दुनिया के किस क्षेत्र में है बड़ी से बहुत बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर परियोजनाओं की श्रृंखला है जो कई नुकसान का कारण बन रही हैं धन प्रयास और संसाधनों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है यह एक विचारणीय बिंदु है इसलिए हमने अभी इस बारे में बात करने की कोशिश की है लेकिन यहाँ इस परिचयात्मक भाग में मैं बस जल्दी से हाइलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि सॉफ़्टवेयर प्रोजेक्ट विफल क्यों हैं जिसका उत्तर एक पंक्ति में दिया जा सकता है सॉफ्टवेयर विकास में कई आयामों की कंपलेक्सिटी ही जिम्मेदार है जब आप बताए गए सॉफ़्टवेयर को विकसित करना शुरू करते हैं तो जल्दी से परिवर्तन की आवश्यकता को समझना जरूरी है और फिर जैसे जैसे आप विकास की ओर बढ़ते हैं ग्राहक बार बार आपके पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ अलग चाहिए अब यह है कि ग्राहक एकहोशियार व्यक्ति नहीं है यह ग्राहक विश्वास जनक नहीं है नहीं कृपया ग्राहक को गलत न समझें ग्राहक आवश्यकता बदल रहा है क्योंकि ग्राहक मूल रूप से नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए वह केवल एक अस्पष्ट विचार जानता था और जैसे ही आप उस सॉफ़्टवेयर का निर्माण शुरू करते हैं जिसे आप प्रोटोटाइप दिखाते हैं जो आप डिज़ाइन दिखाते हैं पहला अल्फा संस्करण दिखाते हैं ग्राहक को अधिक से अधिक विचार मिलते हैं कारोबारी माहौल बदलता है स्थिति बदलती है प्रक्रियाएं वास्तव में बदल रही हैं इसलिए जटिलता का एक बड़ा हिस्सा परिवर्तन से आता है आवश्यकताओं प्रौद्योगिकी से परिवर्तन से अलग जटिलता आती है आपका सॉफ्टवेयर किस सिस्टम पर काम करता है हार्डवेयर आदि आपके विकास की अवधि में यदि यह 1 वर्ष 2 वर्ष लक्ष्य प्रणाली है जिसके साथ काम करना शुरू कर दिया है यह प्रणाली स्वयं विकसित होती है और नई प्रणाली इसके आसपास होती है जब आप शुरू करते हैं यह विंडोज़ 81 था जब आप प्रोजेक्ट के बीच में हैं तो यह विंडोज़ 10 है चीजें बदल गई हैं हार्डवेयर के संदर्भ में परिवर्तन हो सकता है और उसे अपनाने की प्रक्रिया में पूरे प्रोसेस है इंजीनियरिंग के अधिकांश अन्य क्षेत्रों के विपरीत जहां निर्माण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रूप से स्वचालित है यहाँ सॉफ्टवेयर में निर्माण की प्रक्रिया में स्वचालन सहायता है लेकिन अंत में वे लोग ही हैं जो सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं जो कोड लिखते हैं इसलिए लोगों आपसी व्यवहार भी जटिलता खड़ी करता है 2 लोगों में कुछ खास तरह की इंटरैक्शन होती है जब आप 4 लोगों को लगाते हैं तो आप 4 कहते हैं 2 4 को चुनें 2 इस तरह की बातचीत और आप अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समूहों को अधिक से अधिक है संगठन अधिक से अधिक विकास टीमों को भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित करते हैं और इसलिए बातचीत करना वास्तव में जटिल हो जाता है और पूरे सॉफ्टवेयर उद्योग में कुछ 1 कारक लोगों का अप्रत्याशित व्यवहार है आज आप किस तरह का व्यवहार करेंगे और आप कैसे करेंगे इस संदर्भ में आप सभी को कुछ अनिश्चितता हो सकती है हम कहते हैं कि मैं एक सही मूड में नहीं हूं मैं 100 फिट नहीं हूं आदि सॉफ्टवेयर विकास में जटिलताएं इस सभी विभिन्न आयामों से आती हैं यह कोई पूर्ण सूची नहीं है हम अगले मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर कंपलेक्सिटी के बारे में थोड़ा और अधिक बात करेंगे लेकिन यह सॉफ्टवेयर परियोजनाओं के विफल होने के संदर्भ में आपको केवल झलक देता है और हमें उसी के साथ रहना होगा तो सवाल यह है कि सवाल अधिक है क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विनिर्माण की तरह है जहां आपके पास है सिद्ध प्रक्रिया और आप सिर्फ एक सेल फोन बनाते हैं या यह एक विनिर्माण संयंत्र या जैसे डिजाइन करना है एक सेल फोन बना रही है तो ये 2 अलग अलग पहलू हैं 1 जब कोई व्यक्ति यह तय करना शुरू करता है या यह सपना देखता है कि सेल फोन सेलुलर फोन होना चाहिए जो कहीं भी उपयोग किया जा सके जब आप आज सैमसंग गैलेक्सी फोन आईफोन आदि बनाना शुरू करते हैं ये 2 परिदृश्य अलग अलग हैं और आपके आँकड़ों के लिए वाणिज्यिक सेल फोन को बनाने में 37 साल से अधिक का समय लगा है इसलिए अब विनिर्माण प्रक्रिया भविष्य कहने वाला है यह पूर्वानुमान होना चाहिए हमें गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा को मापने और नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन विनिर्माण संयंत्र को डिजाइन करना एक रचनात्मक अभिनव प्रक्रिया है दिलचस्प रूप से अधिकांश सॉफ्टवेयर विकास अभिनव होते है तो यह साफ्टवेयर के विकास और निर्माण को देखने में कठिनाई पैदा करता है क्योंकि इसमें निर्माण के उत्पादकता कीविश्वसनीयता नहीं है इसके लिए इनोवेशन की बहुत आवश्यकता है और यह सभी कारक परियोजनाओं की सफलता को प्रभावित करते हैं इसलिए हमारे पास सॉफ्टवेयर विकास की स्थिति से सॉफ्टवेयर निर्माण की स्थिति की ओर जाने का एक लंबा रास्ता है हम एक दिन का इंतजार करते हैं जब सिविल इंजीनियरों की तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यह कहने में सक्षम होंगे कि हम एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है और यदि आप एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है तो इसकी प्रक्रिया में प्रेडिक्टेबल क्वालिटी और कार्यान्वयन की आवश्यकता है हम धीरे धीरे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समझेंगे कि इन शब्दों का गहराई से क्या मतलब है और हमें इसकी आवश्यकता भी है कि हम अच्छी प्रथाओं का पालन कर सकते हैं यदि आप इंजीनियरिंग की किसी भी धारा को देखते हैं तोकिताबें और मानक डेटा प्रथाओं की बड़ी मात्रा है जिसका इंजीनियरों को इसका पालन करना चाहिए उस आचार संहिता का मतलब है आप अभी उसे विकसित नहीं कर सकते जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं कर पाए इसलिए हम अभी भी कार्यक्रमों में कोडिंग दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इस तथ्य का तथ्य यह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन दोनों को प्राप्त करने के लिए एक अग्रदूत है ये प्रमुख कार्य जो हमें सॉफ्टवेयर निर्माण की स्थिति से कुछ हद तक सॉफ्टवेयर विकास तक ले जाएंगे और यही इस पाठ्यक्रम में चर्चा में भाग लेने के मुख्य प्रेरणा हैं इसलिए इससे पहले कि मैं इस मॉड्यूल को बंद करूँ हमें अपने पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम की रूपरेखा जानने में तेज़ी से ध्यान देना चाहिए हम सॉफ्टवेयर जटिलता के बारे में बात करेंगे चुनौतियों को समझते हुए जो ओओएडी को संबोधित कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रतिमान की प्रधानता को कैसे परिभाषित किया जाए बात करेंगे मॉडलिंग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में लाने के संदर्भ में कक्षाओं और वस्तुओं के बारे में और हम बात करेंगे इन सभी परिभाषाओं और सिद्धांत की पृष्ठभूमि के साथ आपको इस बात के ठोस सिद्धांत देंगे कि वे वास्तव में कैसे हो सकते हैं वस्तुओं की पहचान करने के तरीके क्या हैं और उन्हेंकिस आधार पर डिजाइन करना है इसका विश्लेषण करना है और इस पूरी प्रक्रिया में हम इसे एक ग्राफिकल भाषा का उपयोग करना शुरू करेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कहां जाता है और 3 सप्ताह के लिए हम इस भाषा को सीखेंगे हम उस भाषा में मॉडल करने के लिए कई उदाहरण लेंगे और आपको यह दिखाएंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समुदाय मैं कैसे बात करते हैं इससे पहले कि हम चर्चा को अंत करें आपको OOAD के अध्ययन से काम कराया जाएगा जो को विभिन्न संदर्भों में लागू किया जाएगा यह टेक्स्ट बुक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन प्रोग्रामिंग यू एम एल द्वारा कई आढ़तियों को जोड़ा गया और वह अब आईबीएम के साथ हैं और कृपया इस पुस्तक का पालन करें इसकी अधिकांश सामग्रियां पर हम चर्चा करेंगे उन्हें इस पुस्तक से उधार लिया जाएगा और इस पुस्तक में यूएमएल की पूरी चर्चा का एक अच्छा सारांश है और यदि आप इसका अनुसरण करते हैं तो यह सुनिश्चित है आप जाने के लिए इस पाठ्यक्रम को काफी आसान पाएंगे ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सभी का पालन करने का प्रयास करेंगे इसलिए जब हम विभिन्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे तो हम एक संगठन के एक छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे बहुत जल्द ही हम आपको सिस्टम की सामान्य धारणा से परिचित कराएंगे एक संगठन क्या सोचता है छुट्टी प्रबंधन के बारे में जो आवश्यक है और फिर हम बार बार उस पक्ष का उपयोग करेंगे हमारे पास बूच की पुस्तक के उदाहरण है एक असाइनमेंट है प्रबंधन प्रणाली जहां छात्रों द्वारा किए जाने वाले असाइनमेंट को उस सिस्टम के बगल में प्रबंधित किया जाता है हमारे पास बूच के कुछ उदाहरण

यहाँ आप प्रशिक्षक हूं जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा संपर्क यहाँ दिया गया है और 3 द्वारा सहायता प्राप्त है तन्वी मल्लिक श्रीजोनी मजूमदार और हिमाद्री भुयान इसलिए वे इन ईमेल और फोन नंबरों पर उपलब्ध होंगे अगर आपको जरूरत हो इसलिए हम निष्कर्ष निकालेंगे संक्षेप में कहें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग निर्माण की तुलना में विकास के करीब है यह हमने साधारण चर्चा के माध्यम से देखा है हमने यह भी देखा है सॉफ्टवेयर परियोजनाएं बदलाव की नियमित आवश्यकता के कारण जटिलता के कारण विफल हो जाती हैं और हमने नोट किया है हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि OOAD सॉफ्टवेयर को समय की अवधि में विकास से ले निर्माण की ओर ले जाएगा